कंप्यूटर ग्राफिक्स का अवलोकन - I V सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे NPTEL ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है पहले की कक्षाओं में हमने मैनुअल ड्राइंग को कवर किया है और फिर सर्फ़ेस मॉडलिंग के बारे में पेश करने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़े और अब हम सॉफ्टवेयर पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम मुख्य रूप से सॉलिडवर्क्स है यह निर्माण क्षेत्र में काफी लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है और हम इस सॉफ़्टवेयर के उपयोग के बारे में कुछ विचार करने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ शुरू करने के लिए किसी भी इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हम उन चीजों को डिजाइन और ड्राफ्ट करने के लिए उपयोग करते हैं विशेष रूप से हम कंप्यूटर का उपयोग वस्तुओं को डिजाइन करने के उपयोग मे करते हैं जो इस तरह की प्रक्रिया है जिसे हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं और सॉफ्टवेयर जो भी हम उपयोग करते हैं उसे लोकप्रिय रूप से CAD सॉफ्टवेयर कहा जाता है इस कंप्यूटर एडेड डिजाइन में एक ड्राफ्टिंग और दूसरा डिजाइनिंग शामिल है ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग के बीच मुख्य अंतर यह है कि आप एक तरह के स्केच पार्ट के साथ आते हैं यह उस तरह से होना चाहिए लेकिन जब आप डिजाइन कर रहे हैं तो अन्य मुद्दे हो सकते हैं जैसे विनिर्माण मुद्दे या शायद मटिरियल की ताकत के संदर्भ में जिसका हम उपयोग यहा कर रहे होते हैं उस पर भी हो सकता हैं इन चीजों को बदलना पड़ सकता है इसलिए आमतौर पर इस ड्राफ्टिंग को हमेशा डिजाइनिंग के साथ जोड़ा जाता है और अधिकांश CAD सॉफ्टवेयर दोनों काम करता है CAD सॉफ्टवेयर में यांत्रिक वस्तुओं जैसे औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण होता है और वे कलात्मक विचारों का प्रतिनिधित्व करेंगे दोनों चिजे किसी भी CAD सॉफ्टवेयर द्वारा संभव हैं फिल्म एनिमेशन और वीडियो गेम के लिए भी इन दिनों लोग CAD सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में इन दिनों 3 डी प्रिंटिंग एक लोकप्रिय उपयोग है और CAD सॉफ्टवेयर इन 3 डी मटिरियल को तैयार करने के मामले में बहुत मदद करता है मेरे अनुभव के आधार पर हम इस सॉफ़्टवेयर को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं एक फ्री रूप से उपलब्ध है या आप बहुत आंशिक राशि का भुगतान करते हैं और दूसरा एक भुगतान किया गया सॉफ़्टवेयर है हर एक के अपने फायदे हैं उदाहरण फ्री सॉफ्टवेयर आपको किसी भी पैसे का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है आप बस इसका अभ्यास कर सकते हैं सरल रेखाचित्रों का निर्माण कर सकते हैं वे बहुत ही सरल चीजें हो जो उसमे बन सकती हैं उनके पास बहुत बड़ी वस्तुएं नहीं हो सकती हैं वे अन्य चीजों का समर्थन नहीं कर सकते हैं और कई विकल्प गायब हो सकते हैं लेकिन फिर भी यह एक अच्छा कदम है जिसके साथ शुरुआत करनी है उसके लिए हम TinkerCAD का उपयोग कर रहे हैं या FreeCAD ब्लॉक्स फ्यूजन 360 और OpenSCAD का उपयोग कर रहे हैं ये स्वतंत्र रूप से उपलब्ध सॉफ्टवेयर हैं अन्य किस्में के भी हैं उद्योग मुख्य रूप से सशुल्क पैकेज के साथ जाता है क्योंकि प्रॉडक्ट तैयार करने और डिजाइन करने के मामले में उनके कई फायदे हैं शायद आप जेट इंजन के साथ एक गैस टरबाइन ब्लेड भी तैयार करना चाहते हैं फिर इसकी बड़ी मात्रा में डेटा का प्रतिनिधित्व करना है फ्री सॉफ्टवेयर इसे संभालने की स्थिति में नहीं हो सकता है लेकिन यह सशुल्क सॉफ़्टवेयर है जो काम कर सकते हैं वो क्षेत्र हैं स्टोरेज के मामले में कई विकल्प होंगे एक अलग तरह के रंग दे रहे हैं शायद आपको सिमुलेशन दे रहे हैं यह अतिरिक्त जानकारी भी इस भुगतान किए गए सॉफ़्टवेयर प्रदान करता है लोकप्रिय चीजों में से एक है सॉलिडवर्क्स अन्य ऑटोकैड कैटिया क्रेओ और राइनो हैं वहां दूसरी चीजें भी हैं लेकिन ये उद्योग स्तर पर उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय सॉफ्टवेयर हैं विशेष रूप से विनिर्माण उद्योगों में सॉलिडवर्क्स और ऑटोकैड लोकप्रिय विकल्प हैं सबसे पहले आइए हम इस सॉलिडवर्क्स सॉफ़्टवेयर को फिर से देखें सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से डसॉल्ट सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है और विशेष रूप से 3 डी डिजाइनिंग के लिए यह सॉलिडवर्क्स बहुत मदद करता है यहां हम सॉलिडवर्क्स का उपयोग करके निर्मित एक तस्वीर दिखा रहे हैं एक हेलिकॉप्टर ब्लेड है अच्छी छाया और अन्य मटिरियल हैं इस तरह की वस्तुएं हम सॉलिडवर्क्स का उपयोग करके इसका निर्माण कर सकते हैं आप ब्लेड को घुमा सकते हैं और चीजों को भी देखने की कोशिश कर सकते हैं यहां तक कि अगर कोई ग्रिड उत्पादन और अन्य तकनीकों के लिए अन्य विशेष निरंतरता यांत्रिकी का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है तो सॉलिडवर्क्स हमेशा मददगार साबित होते हैं इसी तरह यहां मैं आपको एक और औद्योगिक प्रक्रिया दिखा रहा हूं कुछ कन्वेयर बेल्ट जैसी इसमें रोलर्स बेयरिंग मुख्य संरचना जैसे कई हिस्से शामिल हैं एक शेड की तरह कुछ है और कई चीजें हैं इस तरह के विज़ुअलाइज़ेशन को सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर द्वारा संभव बनाया गया है और यह सॉफ्टवेयर पैरामीट्रिक फ़ीचर आधारित मॉडल पर आधारित है पिछली कक्षाओं में हमने पैरामीट्रिक भिन्नताओं को देखा है जिसका अर्थ है कि आप सर्फ़ेस जैसी किसी चीज का निर्माण करना चाहते हैं आपके पास केवल असतत जानकारी है वहीं से शेष बिंदुओं का निर्माण करने और बेहतर तरीके से कल्पना करने की स्थिति में होगा इस सॉफ्टवेयर द्वारा इस तरह के पैरामीट्रिक भिन्नता संभव है और इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग भी शामिल है इसका मतलब है आपने पहले से ही वस्तु का निर्माण किया है तो आप इसे अलग कर सकते हैं निरीक्षण कर सकते हैं कि किस तरह की मटिरियल किस तरह के आयाम कैसे संभव हो उसका विश्लेषण कर सकते हैं और विशेष रूप से सॉलिडवर्क्स NURBS की एक प्रणाली का उपयोग करता है यह अंतिम वर्ग मे हमने देखा है जब हम इस सर्फ़ेस के निर्माण का निर्माण करने जा रहे हैं हमारे पास अलग अलग रणनीतियाँ हैं जैसे कि बेज़ियर कर्व्स बेज़ियर सरफेस और कून सरफेस इत्यादि सॉलिडवर्क्स NURBS का उपयोग करने वाली लोकप्रिय विधि में से एक है यह समर्थन इस सॉफ्टवेर मे उपलब्ध है और यह मुख्य रूप से बहुभुज मॉडलिंग का उपयोग करता है इसलिए सर्फ़ेस के निर्माण के लिए हमने देखा है कि ये बहुभुज बेहतर विज़ुअलाइज़ेशन के मामले में कैसे सहायक हैं और यह भी यह आयामी स्केचिंग का समर्थन करता है और इन स्केच के निर्माण के संदर्भ में कम हैंडलिंग बनाता है जब हम सॉलिडवर्क्स के बारे में जानने जा रहे हैं तो कुछ उदाहरणों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं हम देखेंगे कि 2D ऑब्जेक्ट्स और 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाना कितना आसान है कुछ मुद्दे भी हैं क्योंकि हर सॉफ्टवेयर की अपनी खूबियां हैं और अवगुण भी हैं कुछ अवगुण जो बहुत मामूली चीजें हैं STL फ़ाइलों को आयात करने की एक सीमित क्षमता है लेकिन इन दिनों सॉलिडवर्क्स इन फ़ाइलों के लिए इन विशेष स्वरूपों को संभालने के लिए नई सुविधाओं के साथ आ रहा है उदाहरण के लिए यह अपनी तरह की फाइलों जैसे SLDPRT फ़ारमैट मूल रूप से सॉलिडवर्क्स पार्ट मॉडलिंग सॉलिड वर्क एसम्ब्ली तरह की चीजों का समर्थन करता है लेकिन अगर कोई STL तरह के फॉर्मेट के पुराने प्रकार का आदी है तो उन चीजों को थोड़ा मुद्दा आयात करना और एक अतिरिक्त हो सकता है समर्थन करता है और मॉड्यूल जो एक बहुत ही मामूली बात है एक शुरुआत के लिए जो एक मुद्दा हो सकता है ताकि आसानी से संभाला जा सके और दूसरी बात यदि आप STL फाइलों को डाउनलोड और एडिट करना चाहते हैं तो एक सेकेंडरी प्रोग्राम जरूरी होना चाहिए क्योंकि हम इसे आसानी से ऑनलाइन संसाधनों पर समूहों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं और तीसरा एक फ़ाइल स्वरूप बहुत आउटपुट फ़ाइल फ़ारमैट है और पोस्ट डिजाइन प्रोसैस के लिए अभिप्रेत नहीं है इसका मतलब है कि एक बार जब आप निर्माण कर लेते हैं तो आप उस भागों और एसम्ब्लीओं को संपादित करने के लिए केवल सॉलिडवर्क्स का उपयोग कर सकते हैं आप उस फ़ाइल को संपादित करने के लिए कुछ अन्य सॉफ़्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते वह समर्थन बहुत न्यूनतम है ये मामूली बात हैं जब तक हम सॉलिडवर्क्स के साथ जुड़े रहते हैं तब तक इन मुद्दों को सीखने की कोशिश करना कोई परेशानी वाली बात नहीं है डिजाइनिंग में अन्य लोकप्रिय सॉफ्टवेयर ऑटोकैड के निर्माण में है और यह ऑटोकैड मुख्य रूप से 1982 के रूप में ऑटोडेस्क द्वारा पहली बार बनाया गया है ये कंप्यूटर का उपयोग करके इन ड्राफ्टिंग के निर्माण के मामले में पहले अग्रणी हैं यदि आप मुख्य रूप से 2 डी प्रिंटिंग या 2 डी ड्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट और अन्य चीजों के लिए जा रहे हैं तो यह सबसे अच्छा उपकरण है जो किसी के पास हो सकता है यह चीजों के निर्माण का सबसे आसान तरीका है और खासकर यदि आप किसी भी वर्क शॉप में मशीन शॉप मे जा रहे हैं तो अभी भी ऑटोकैड काफी लोकप्रिय हैं क्योंकि आप अपनी जानकारी को बहुत प्रभावी तरीके से भेजना चाहते हैं ऑटोकैड आपको उस तरह का लाभ देता है मैक्रो स्क्रिप्ट को मास्टर करने के लिए सीखने की सर्फ़ेस खड़ी है और सरल भागों से आगे बढ़ रही है यदि आप प्रोग्रामिंग के साथ उचित रूप से अच्छे हैं और आप आसानी से मैक्रोज़ का निर्माण कर सकते हैं तो आप भी निर्माण कर सकते हैं जटिल संरचनाएं और यह मुख्य रूप से पेशेवरों पर लक्षित है और जो इन चीजों को देखने के एल्गोरिथम तरीके के लिए जाना पसंद करते हैं और तीसरा 3 डी मॉडल आसानी से 3 डी प्रिंटिंग के लिए STL फाइलों में परिवर्तित हो सकता है इसलिए जब आप पुरानी शैली के प्रारूप जैसे एसटीएल चीजों के लिए जा रहे हैं ऑटोकैड बहुत मदद करता है जिससे हमें फायदा होता है आजकल ऑटोकैड मोबाइल और वेब ऐप पर भी ऑटोकैड 360 के रूप में उपलब्ध है इसके सीमित संस्करण हैं इसलिए किसी को पैसे और अन्य चीजों के भुगतान के मामले में इससे सावधान रहना होगा तो यह मुफ्त सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको भुगतान करना है लेकिन लाभ यह है कि आपके पास बहुत ही सुंदर डिजाइन होंगे जो कोई भी इसका निर्माण कर सकता है यदि आप एक पेशेवर हैं तो यह आपको वस्तुओं को डिजाइन करने के मामले में बहुत मदद करता है अब हमारे पाठ्यक्रम के लिए हम सॉलिडवर्क्स यहा पसंद करते हैं क्योंकि यह बहुत शुरुआती लोगों के लिए है जहां उन्हें प्रोग्रामिंग कौशल के बारे में किसी भी थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है ठीक है आप वहा सॉलिडवर्क्स को रख सकते हैं आप सॉलिडवॉर्क्स के माध्यम से जा सकते हैं इन दिनों अधिकांश कॉलेजों में सॉलिडवर्क्स हो सकता है इसलिए इसके आधार पर हम आपको सॉलिडवॉर्क्स पर बेसिक प्रिलिमिनरी सिखाने जा रहे हैं एक बार जब आप इस वर्ग से गुजरते हैं तो आप 3 डी वस्तुओं के निर्माण में कम या ज्यादा सहज होंगे हम बाद की कक्षाओं में भी 3 डी वस्तुओं के एक जोड़े का अभ्यास करेंगे इसलिए सॉलिडवर्क्स एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित एप्लीकेशन है आप उन चीजों पर क्लिक करें जो आपको मिलती हैं पहला कदम यह है कि आपको हमेशा डबल क्लिक करना है सॉलिडवर्क्स आइकन पर इसलिए यह इसे खोलता है यह एक विंडो खोलता है फिर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ नया क्लिक करना होगा फिर आप पार्ट के साथ चलते हैं इसे चरण दर चरण बनाते हैं और बात को पूरा करते हैं जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो हम देखेंगे पहला कदम है हमेशा डबल क्लिक करना फिर यह एक विंडो खोलता है आप पार्ट ड्राइंग को चुनते हैं फिर पथ ड्राइंग को खींचते हैं और फिर नियमित रूप से चीजों को आकर्षित करके फ़ाइल को सहेजते हैं क्योंकि यह में से कुछ छात्र इस माउस से बहुत परिचित नहीं हैं लेफ्ट क्लिक करें राइट क्लिक करें इस तरह की चीज़ इसलिए हम उस जानकारी को फिर से भरने जा रहे हैं आप हमेशा लेफ्ट माउस बटन का उपयोग करें जैसे कि अगर आपके पास एक माउस है तो उस माउस में दाईं ओर बाईं ओर एक बटन होगा तो लेफ्ट क्लिक माउस जो हम उपयोग करने जा रहे हैं किसी भी कमांड बटन ज्यामिति या अन्य तत्वों का चयन करने के लिए जा रहे है आप फ़ाइल या फ़ोल्डर को जल्दी खोलने के लिए उस लेफ्ट माउस को डबल क्लिक करते हैं ये उस तरह के शॉर्टकट हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और उस माउस बटन के दाईं ओर कोई भी शॉर्टकट मेनू है जिसे हम जल्दी से अपडेट करना चाहेंगे तो हम उसका उपयोग करते हैं तो अंक चुनने या अंक या कर्व को अद्यतन करने के मामले में माउस हमारे लिए एक बहुत बड़ी मदद है और इस सॉलिडवर्क्स में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको नियमित रूप से ड्राइंग को बचाने के लिए क्या करने जा रहे हैं आप इस विंडो का आकार बदलना चाहते हैं जिसे हम बाद में देखेंगे आप अपने कीपैड पर उपयोग करते हैं ऊपर तीर साइड तीर एक और साइड तीर और नीचे तीर जैसे बटन हैं आप इन संयोजनों का उपयोग विंडो के आकार को बदलने के लिए करते हैं हो सकता है कि ऊपर बढ़ रहा हो और नीचे बढ़ रहा हो बढ़ रहा हो और अन्य चीजें आप इन साइड बटन का उपयोग एक साथ आकार में वृद्धि करना चाहते हैं इसी तरह आप उस आकार को इन दो बटनों को एक साथ बढ़ाना चाहते हैं आप उन्हें एक साथ दबाते हैं ताकि वह आकार को बड़ा या बदल दे तो ये संयोजन हैं जिसका हम उपयोग करेंगे अब सबसे पहले हमें SolidWorks में कुछ कीवर्ड्स सीखने होंगे इन सॉलिडवर्क्स को डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पैनल जैसा कुछ होगा जहाँ कुछ चीजों का उल्लेख इस तरह होता है जैसे कि डेटा हैं कुछ अन्य स्थानों पर कुछ अन्य डेटा उल्लेख होंगे कुछ अन्य स्थानों पर कुछ अन्य डेटा का उल्लेख किया जाएगा इसमें टूलबार मेन्यू जैसा कुछ होगा और कई चीजें होंगी हमारे ड्राइंग के अधिकांश हम इस X स्थान में काम करते हैं शेष छायांकित अंश हम उचित रूप से उस उपकरण के आधार पर लेते हैं अब हम देखते हैं कि वे कैसे दिखते हैं उदाहरण के लिए उस में हम एक कीवर्ड नाम फीचर मैनेजर पर आ सकते हैं उस फीचर मैनेजर में हम सामने ऊपर दाएं प्लेन की तरह कुछ हो सकते हैं जब हम इन वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं तो हमें कभी कभी यह भी देखना पड़ सकता है कि क्या मैं सामने का दृश्य राइट दृश्य साइड व्यू या जिस तरफ हम निर्माण करना चाहते हैं का निर्माण करना चाहते हैं उस उद्देश्य के लिए हमारे पास कुछ विकल्प हैं इसी तरह जो भी ऑपरेशन जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूज़न कर रहा हूं एक कट बना रहा हूं कुछ सर्फ़ेस को भरना फिलेट करना चंफेरीग करना इस तरह की चीजों का समजना भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम उल्लेख करेंगे हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वे हम कॉल करते हैं और वह मैनेजर या आपके सॉलिडवर्क्स के उस हिस्से को हम फीचर मैनेजर कहते हैं इसलिए आमतौर पर सॉलिडवर्क्स के लिए हम इसे बाईं ओर देखते हैं कहीं न कहीं हमारे पास यह फीचर मैनेजर है प्रॉपर्टी मैनेजर जैसा भी कुछ होता है इसलिए यदि आप उस फीचर मैनेजर को देख रहे हैं तो 3 बटन 1 2 और 3 हैं प्रत्येक इनमें से प्रत्येक मैनेजर का प्रतिनिधित्व करता है तो पहला बटन फीचर मैनेजर है अब हम उस दूसरे बटन पर चलते हैं जिसे हम प्रॉपर्टी मैनेजर कहते हैं इसमें आप यह जानने की स्थिति में होंगे कि मैं किस फ़ेस को देख रहा हूं चाहे वह फ़ेस किसी भी किनारे से जोड़ा गया हो या नहीं किस तरह के ठोस हैं जाली और अन्य प्रकार के विवरण हैं तो उन गुणों को हम इस दूसरे बटन पर प्राप्त करेंगे जहां आपके पास एक रिक्त पृष्ठ जैसा एक आइकन होगा और एक तीसरा विकल्प है जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कहते हैं इसमें यह दिखाता है कि भौतिक गुण आकार वजन आयाम और अन्य चीजें हमारे पास क्या हो सकती हैं समय के साथ हम इन शब्दों के साथ जुड़ेंगे और यह समझने की स्थिति में होंगे कि क्या हो रहा है और अधिकांश संसाधन आपको सॉलिडवर्क्स एक को ऑनलाइन सीखने के बारे में किसी भी तकनीकी सहायता की आवश्यकता है जो आप सीखेंगे एक और तरीका होगा कि आप एक नया डॉकयुमेंट कैसे बनाएँ एक नया डॉकयुमेंट कैसे खोलें या शायद ऑनलाइन ट्यूटोरियल या शायद कुछ अन्य सदस्यता सेवाएं कैसे प्राप्त करें इस प्रकार के विवरण हम इस संसाधन पर प्राप्त करना चाहेंगे इसलिए हमेशा सॉलिड वर्क्स संसाधनों की तरह एक शीर्षक होना चाहिए कुछ भी आप इसे वहां पोस्ट कर सकते हैं और आप उस बारे में जानकारी प्राप्त करने की स्थिति में होंगे और एक और कीवर्ड नाम डिज़ाइन लाइब्रेरी है वह उपकरण या तो बाईं ओर या दाईं ओर आता है कि कैसे हम इस उपयुक्त स्थान पर खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं जहां आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी जैसे कि हम असेंबली के साथ जा रहे हैं चाहे हम किसी भी सुविधा को छू लें चाहे हम कोई भी एनोटेशन दिया है ये सभी विवरण हमारे पास होंगे और वह जानकारी फिर से हमारे पास पृष्ठभूमि की जानकारी जैसी कुछ होगी जब आप फ़्ल्लोर शॉप या और अन्य चीजों को देख रहे हैं तो हम बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करेंगे हमारे पाठ्यक्रम के लिए हमें उस सभी जानकारी की आवश्यकता नहीं हो सकती है बुनियादी चीजें जैसे कि स्केच कैसे करें 3 डी ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं उन्हें कैसे इकट्ठा किया जाए यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और एक और महत्वपूर्ण वस्तु है जिसे हम टूलबार कहते हैं यह एक कार्यक्षेत्र की तरह है जहां आपको अधिकांश उपकरण मिलते हैं उदाहरण के लिए आप ऑब्जेक्ट को स्केच करना चाहते हैं वह ऑब्जेक्ट स्केच पार्ट होगा आप सामग्री को भरना चाहते हैं बाहर निकालना जैसी कोई चीज वहा होगी आप पिछली कक्षाओं में उन चीजों को देखा की रेवोल्वे कैसे करते हैं जिन्हें हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार की रणनीतियों के आधार पर इन सतहों को कैसे रिवोल्व होता है उन वस्तुओं को कैसे निकालना है जो इस तरह की रणनीतियों को भी हमने देखा है इसका क्या मतलब है इसे कैसे स्थगित किया जाता है इसे हटाने का क्या मतलब है सर्फ़ेस को भी हमने देखा है तो यह विशिष्ट एल्गोरिदम इसे लेता है और बस इसे क्लिक करके स्वचालित रूप से लेता है और चीज़ को चैंफ़र्स करता है हमें इसके लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएँ देनी पड़ सकती हैं ठीक है और अतिरिक्त चीजें होंगी जैसे मैं आइसोमेट्रिक दृश्य देखना चाहूंगा शायद मैं केवल शीर्ष दृश्य देखना चाहूंगा मैं केवल नीचे का दृश्य देखना चाहूंगा इस तरह का विवरण हमें भी मिलेगा यह या हम कुछ विशेष ध्यान देना चाहते हैं हम कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो कि उपलब्ध हो तो इस स्तर पर उपलब्ध इन सभी स्टील्स उपकरण इसलिए आपकी विशेषज्ञता के आधार पर आप कितना तैयार करने जा रहे हैं तो आप इन चीजों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की स्थिति में होंगे अब अगर मैं इस संपूर्ण कीवर्ड जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूंगा तो यह केवल इस तरह से नहीं है जैसा कि हमारे पास हो सकता है कभी कभी आपके सॉफ़्टवेयर मुद्दों के कारण आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते हैं या फिर आप छोड़ भी रहे होंगे लेकिन सामान्य तौर पर उन शब्दों को देखकर हम एक नई स्थिति में होंगे कि यह किस हिस्से से संबंधित है उस पर हम नजर डालते हैं पहले एक ट्रायड इसलिए आप जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वह होता है कि उस ऑब्जेक्ट के इस लाल हिस्से के भीतर पूरे ड्राइंग का निर्माण किया जाएगा यह वह टर्मिनल है जहां आप बिंदु को खींचते हैं लाइन ड्रॉ द्वारा जुड़ा हुआ कुछ भी आप इसे करेंगे इस टर्मिनल पर यह हमेशा आपको x अक्ष दिशा y अक्ष दिशा z दिशा भी दिखाता है यह ऑब्जेक्ट घूमने का एक विकल्प है जब आप इसे घुमाते हैं तो यह ट्रायड भी घूमता है तो आप इस क्षेत्र के ग्राफिक्स क्षेत्र पर जो काम करते हैं उसमें से अधिकांश को हम ट्रायड कहते हैं और दूसरा पार्ट आयाम है इकाइयाँ जो आप सेंटीमीटर मिलीमीटर इंच पर काम कर रहे हैं उस तरह की इकाइयों का वहाँ उल्लेख किया जाएगा आप उस विकल्प पर क्लिक करें जो आपको अलग अलग चीजें दिखाता है तो आपको इसे समायोजित करना होगा अभ्यास के लिए हम एक तरह की इकाइयों के साथ जाएंगे एक बार जब हम इन चीज़ों से आदि हो जाते हैं तो हम सीखेंगे कि उन आयामों को कैसे क्लिक करके बदला जा सकता है और उन्हें बदल सकते हैं लेकिन आपके पूरे ज्यामिति में याद रखें कि आपको इकाइयों की एक प्रणाली पर काम करना होगा आप कोई वस्तु बनाते हैं जैसे बचाते हैं पार्ट ड्राइंग की तरह फिर आप इसे इकट्ठा करना चाहते हैं जब तक कि ये इकाइयां आपको नहीं मिलेंगी जब तक आप प्रभावी ड्राइंग प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होंगे तो हर समय एक प्रकार की इकाइयों के साथ संगत रहें और यहाँ पर दृश्य उपलब्ध होंगे इसलिए आइसोमेट्रिक व्यू टॉप व्यू फ्रंट व्यू इन चीजों को आपको उस पर क्लिक करके होगा इसमें जूम इन होगा जूम आउट बटन भी होंगे रंग संयोजन वहां भी उपलब्ध हैं जो कोई भी इसका उपयोग कर सकता है और अधिकांश मेनू हम यहाँ होंगे आप एक फ़ाइल सहेजना चाहते हैं आप इसे संपादित करना चाहते हैं आप उपकरण अन्य ऑब्जेक्ट सम्मिलित करना चाहते हैं आपके पास यह होगा और फीचर मैनेजर जैसे मैंने कहा वे चीजें यहां पहले बटन पर उपलब्ध होंगी तो जिसमें आपका फ्रंट टॉप राइट और जो भी केस स्टडी हमने की है और अतिरिक्त कार्य जो हम करना चाहते हैं वह इस कार्य पान में दिया जाएगा जब हम चीजों को क्लिक करना शुरू करेंगे तो हम इन चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे विशेष रूप से सॉलिडवर्क्स यदि हम विभाजित करने जा रहे हैं तो इसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं एक आप अलग अलग हिस्सों को तैयार करते हैं अलग अलग फाइलों को सहेजते हैं फिर इकट्ठा करने के लिए उन अलग अलग हिस्सों को आयात करते हैं इसका मतलब है उदाहरण के लिए मैं एक कौशल से निर्माण करना चाहता हूं हो सकता है कि मैं कलम की तरह कुछ का निर्माण करना चाहता हूं मैं क्या करूंगा मैं एक कैप तैयार करूंगा मैं एक रिफिल तैयार करूंगा मैं नीचे के हिस्से की तरह कुछ तैयार करूंगा मे व्यक्तिगत भागों को सेव करूंगा फिर इसे सावधानीपूर्वक लोड करें उन्हें कस लें ताकि कलम की तरह एक संयुक्त पार्ट बनाया जा सके एक समान बात एक साइकल के लिए भी होती है आप एक सीट चेन स्प्रोकेट व्हील टायर व्यक्तिगत भागों को तैयार करते हैं जैसे कि आप इसे सावधानीपूर्वक तैयार करते हैं उन्हें बचाते हैं फिर उन्हें लोड करते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं और कल्पना करते हैं वस्तुओं और आप उस जानकारी को स्थानीय दुकान के आदमी की तरह किसी को हस्तांतरित करना चाहते हैं तो जिस तरह से आप एक ड्राइंग शीट की तरह कुछ बना रहे हैं इसलिए एक बार जब आप तैयार कर लेते हैं कि एक ड्राइंग शीट बनाने का विकल्प है तो आप क्लिक करते हैं कि यह आपको एक दो आयामी चित्र देता है जिसे आप आसानी से किसी के साथ साझा कर सकते हैं इसलिए जो कोई भी निर्माण करने जा रहा है वे इसे तैयार करेंगे इसलिए यदि हम इस बात को संक्षेप में बताने जा रहे हैं तो आप वस्तुओं को तैयार करते हैं यदि यह एक एकल वस्तु है तो आप क्या तैयार करने जा रहे हैं फिर आप पार्ट ड्राइंग कहते हैं यहाँ भी हम केवल एक ही ऑब्जेक्ट पार्ट तैयार करने जा रहे हैं यह मैं इसे पार्ट 1 के रूप में सहेजूंगा यह मैं इसे पार्ट 2 के रूप में बचाएगा फिर मैं इसे इकट्ठा करना चाहता हूं फिर मैं प्रत्येक पार्ट को लोड करता हूं मैं प्रत्येक पार्ट को तैयार करूंगा इसे लोड करूंगा और एक एसम्ब्ली बनाऊंगा ताकि एक असेंबली के रूप में एक ही वस्तु हमें मिल जाएगी यही तरीका है कि इनमें से अधिकांश चीजें होती हैं और उस पर हम एक ड्राइंग शीट तैयार करना चाहते हैं बटन के विकल्प होंगे एक बार जब आप व्यक्तिगत भागों से इस असेंबली चीज़ को बनाते हैं तो बटन होंगे जो आप इसे क्लिक करते हैं तो यह कुछ ऐसा बनाता है जैसे शीर्ष दृश्य क्या है सामने का दृश्य क्या है साइड दृश्य क्या है और ऐसी कौन सी मटिरियल का उपयोग किया गया है जिसका नाम वहां है और जब उन्होंने तैयार किया है और इसी तरह की चीजों पर और आपको आयाम मिलते है और मैनुअल स्तर पर भी वे मिलते हैं हम भी कोई हैं यह तय करते है कि वह शीट क्या होनी चाहिए इसे ध्यान से खींचें कार्य को पहले की कक्षाओं की तरह विभाजित करें जैसे कि हमने विभाजन a b c d 1 2 3 4 और कुछ इस तरह की इकाइयों को देखा है और शायद कुछ इस तरह शीर्षक लेबल ये सभी चीजें हम मैन्युअल रूप से तैयार कर रहे हैं लेकिन यहां सॉफ्टवेयर पर जिस स्तर पर आप सीधे उपयोग इस कामो मे करते हैं जैसे की आयामों का हिस्सा बनाते हैं आप उसे असेंबले करते हैं तो आप भागों को अलग करना चाहते हैं आप सीधे उन व्यक्तिगत चित्रों का निर्माण कर सकते हैं या तो असेंबली के लिए या आपके द्वारा बनाए गए पार्ट के चित्र के लिए यहाँ हमारे पास वह पार्ट ड्राइंग जानकारी है यदि यह असेंबली है तो आपके पास अलग अलग पार्ट होंगे और साथ ही आइसोमेट्रिक दृश्य भी आपको सीधे मिल जाएगा इसलिए इस सॉफ्टवेयर के द्वारा मैन्युअल श्रमसाध्य कार्य का बहुत आसानी से ध्यान रखा जाएगा सॉलिडवर्क्स में अन्य कीवर्ड भी शामिल हैं उदाहरण के लिए एक बार जब आप इस सॉलिडवर्क्स ड्राइंग को तैयार करते हैं तो बॉस एक्ष्तृद काटना छेद करना जैसी कोई चीज़ होगी इसलिए हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वह कट है यह सर्फ़ेस की फिलेट की तरह कुछ हो सकता है यह भी काटा जाता है एक्सट्रूज़न हो सकता है क्योंकि पहले हमने कुछ ऑब्जेक्ट का निर्माण किया है और फिर अनुमान लगाया कि 3 आयामों में और उस मटिरियल को कैसे भरें वह वस्तु हमें मिल गई तो ये सभी ऑपरेशन आपके पास इन फीचर मैनेजरों के पास होंगे इसलिए हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वह बहुत स्पष्ट होगा यहां तक कि अगर हम एक स्तर पर गलती कर रहे हैं तो हम उसे हटा सकते हैं और शेष चीजों के साथ जारी रख सकते हैं तो यह सुविधा सॉलिडवर्क्स में एक शक्तिशाली अवधारणा है कुछ भी जिसे हम बेस फीचर कहते हैं वह प्रारंभिक संस्करण या ड्राइंग का शुरुआती संस्करण है उदाहरण के लिए मैं इस वस्तु का निर्माण करना चाहता हूं हो सकता है कि मैं सीधे उन चीजों में से एक में नहीं रहूं जो सबसे पहले चीजों को काटती हैं छेद बनाती हैं और दूसरी चीजें बनाती हैं पहले मैं एक रेक्टङ्ग्युलर ब्लॉक जैसा कुछ बनाऊंगा उस पर मैं उस हिस्से को हटाने उस हिस्से को हटाने जैसे एक ऑपरेशन करूँगा इसलिए इस पूरे पार्ट को हम हटा देंगे इसलिए पहला जो हम ध्यान से निर्माण करने जा रहे हैं वह है जिसे हम बेस फीचर कहते हैं बॉस फीचर वह है जहां आप सामग्री और अन्य चीजों को जोड़ने वाली चीजों का विस्तार करने जा रहे हैं इसलिए हमने इस आधार को तैयार किया है कि हम बॉस की जानकारी अतिरिक्त चीजें जोड़ने जा रहे हैं और अन्य कीवर्ड भी सॉलिडवर्क्स स्तर पर शामिल हैं कुछ ऐसा है जैसे हमारे पास यह वस्तु है किसी भी तरह हमने एक रेक्तेंग्युलर चीज़ से तैयार किया है और किसी तरह हमने एक सर्कल बनाया है और उस सर्फ़ेस को हटा दिया है उस तरह की चीज जिसे हम कट कहते हैं अन्य वस्तुओं के लिए भी हमने कट की है लेकिन यह एक समान कट की तरह है जो हम कर रहे हैं तो एक छेद की तरह एक विकल्प का उपयोग कर सकते हैं आप बस एक ड्रिल छेद बनाना चाहते हैं तो वह छेद विकल्प सीधे उपलब्ध है कट की तरह एक विशेष सुविधा के लिए अतिरिक्त घटकों की आवश्यकता होती है जैसे कि कट की गहराई क्या है आर्क क्या होना चाहिए और अन्य विकल्प हमें चीजों को क्लिक करके प्रदान करना पड़ सकता है नाम की एक और वस्तु है फिलेट सर्फ़ेस इसलिए हमारे पास पहले से ही एक वस्तु है जिसे हम इसे एक स्मूध कोने के रूप में गोल करना चाहते हैं इसलिए उस उद्देश्य के लिए हम विकल्पों पर क्लिक करके फिलेट सर्फ़ेस जैसा कुछ बनाते हैं हम यह देखेंगे कि जब हम सीख रहे हैं और अगली कक्षा में हम सॉलिडवर्क्स के साथ एक अभ्यास के रूप में शुरुआत करेंगे तो कदम से कदम हम रेक्तेंगल सर्कल लंबगोल कर्व का निर्माण करेंगे और इसे एक्सट्रूज़न की कोशिश करेंगे और इसलिए अन्य चीजों पर हम देखेंगे ठीक है